IIoT का एक अन्य अनुप्रयोग खाद्य उद्योग और कृषि उद्योग में है इसलिए खाद्य उद्योग में हम पहले समझने की कोशिश करें कि वास्तव में क्या होता है तो हमारे पास कृषि उपज है जो कृषि क्षेत्र से आते हैं फिर उन उपज को मूल रूप से विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से लिया जाता है और अंत में उपभोक्ता मूल रूप से कृषि उपज का उपभोग करते हैं तो मुझे इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहिए इस प्रक्रिया को क्षेत्र के रूप में अच्छी तरह से जाना जाता है तो खेत से प्लेट इसका यह मतलब है कि क्षेत्र से जहां उत्पादन प्लेट में किया जाता है जहां खपत होती है आपूर्ति श्रृंखला क्या है उत्पादन की श्रृंखला क्या है तो हम कहते हैं कि यह कृषि क्षेत्र के साथ शुरू होगा तो कृषि क्षेत्र में आप फसलों को उगा रहे होंगे तो आइए हम बताते हैं कि किसान बीज बोने जा रहे हैं फसलें उगा रहे हैं खाद लगा रहे हैं कीटनाशक दवाई आदि लगा रहे हैं और फिर कृषि योजनाओं के बाद वे परिपक्व हो जाते हैं तब मूल रूप से इन फसलों की कटाई सही तरीके से की जाती है इसलिए इन फसलों की कटाई की जाती है अगले चरण में मोटे तौर पर कटाई होने वाली है कटाई के बाद इन खाद्यान्नों पर कार्रवाई होने जा रही है खाद्य अनाज की प्रोसेसिंग खाद्यान्न की प्रोसेसिंग के बाद हम खाद्य खाद्यान्न की पैकेजिंग करते हैं खाद्यान्न की पैकेजिंग के बाद इन पैकेजेस को अलग अलग जगहों पर ले जाया जा रहा है इसलिए वे आम तौर पर एक थोक बाजार में ले जाने वाले हैं फिर यह खुदरा विक्रेता खुदरा बाजार में जाता है और अंत में उपभोक्ता कृषि उपज खरीदने और पकाने के लिए जाते हैं और वे उपभोग करने जाते हैं यह आमतौर पर कृषि क्षेत्र से प्लेट तक की श्रृंखला है तो यह आम तौर पर आपूर्ति को सुनिश्चित करने वाली गतिविधियों की श्रृंखला है यह आपूर्ति श्रृंखला है इसलिए आपूर्ति श्रृंखला वह है जिसमे से प्रत्येक चीज के लिए आपूर्ति को इस पूरे चक्र अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित करना होगा तो इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से इन सभी की आपूर्ति और विभिन्न चरणों को सुनिश्चित करना होगा तो हम इस तरह के परिदृश्य के बारे में बात कर रहे हैं तो इस तरह के परिदृश्य में सेंसर का उपयोग करना होगा आपके पास सेंसर हैं IIoT उपकरणों का उपयोग कृषि क्षेत्र में फसलों के विकास बीजों की बुवाई उर्वरकों को पर्याप्त रूप देने के लिए और कीटनाशकों को ठीक से और पर्याप्त रूप से लागू करने के लिए किया जाएगा

इसलिए सेंसर एक्चुएटर्स बनाया जाना चाहिए तो चलिए अब आगे देखते हैं और देखते हैं कि खाद्य उद्योग में आईओटी कार्यान्वयन के संदर्भ में हमारे पास क्या है तो ये सेंसर एक्ट्यूएटर एक ऐसी चीज है जिसका मैंने पहले ही सही उल्लेख किया है लेकिन उन्हें नेटवर्क करना होगा इसलिए हमें आपूर्ति श्रृंखला के साथ भोजन की गुणवत्ता की निगरानी के लिए नेटवर्क सेंसर की आवश्यकता है जो मैंने अभी उल्लेख किया है सेंसर और वातावरण की स्थिति की निगरानी भी आवश्यक है इसलिए अलग अलग गोदामों से गुजरने वाले खाद्यान्नों चाहे गोदामों का तापमान ठीक से बना रहे हों उन तापमानों की निगरानी उन तापमानों की निगरानी करने वाले क्रुक्स आदि उन्हें सुनिश्चित करना भी आवश्यक है इसलिए इस पूरी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सेंसर बहुत महत्वपूर्ण हैं संचार लेयर मूल रूप से हितधारक की पहुंच वाले सप्लाई चैन डाटा आदि के बारे में बात करती है विभिन्न हितधारकों के बीच संचार हितधारकों तक पहुंच आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न घटकों के बीच संचार संवेदक के उपयोग से अलग डेटा को संचार के माध्यम से जोड़ता है नेटवर्क इन सभी चीजों की आवश्यकता है और अंत में यह है कि आवेदन पत्र में किसानों खुदरा विक्रेताओं सरकार विश्लेषकों उपभोक्ताओं बीमा कंपनियों के लिए आवेदन पत्र हैं जो यहां नहीं लिखे गए हैं लेकिन बीमा कंपनियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं तो आपको चीजों की संख्या के लिए सेंसर की आवश्यकता होती है हियुमिडिटी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त अंत होना भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने आपको शुरू में ही क्षेत्र की प्लेट अवधारणा के बारे में बताया मैंने उसे समझाया तो प्लेट के लिए क्षेत्र और इसकी आपूर्ति श्रृंखला को यदि आपने उपयुक्त IoT समाधानों का उपयोग करते हुए इसे पर्याप्त रूप से लागू किया है तो यह संभव है उदाहरण के लिए धान के खेत में एक चावल के पैकेट का पता लगाना यह संभव होगा तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यह होने जा रहा है यह बहुत ही आकर्षक होने वाला है यदि आप इसे ठीक से लागू कर सकते हैं तो खाद्य उद्योग में IIoT का प्रभाव इस तरह है हम कुशल उत्पादन लाइन रखने जा रहे हैं हमारे पास पर्याप्त उपयुक्त कुशल खाद्य सुरक्षा उपाय खाद्य सुरक्षा विनियमन लागू होने जा रहा है हम आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शिता करने जा रहे हैं हम पूरी आपूर्ति श्रृंखला में अपव्यय को कम करने जा रहे हैं हम खाद्य संसाधनों का अपव्यय कम करने जा रहे हैं और हम वास्तविक समय में विश्लेषण कर सकते हैं उदाहरण के लिए खाद्य उत्पादों की जानकारी और भोजन की बर्बादी को कम करना तो ये सभी चीजें संभव हैं यदि आपके पास खाद्य उद्योग में IIoT कार्यान्वयन है इसलिए अपनी फर्म पर हम मौसम की निगरानी के लिए सेंसर लगा सकते हैं फसल की परिपक्वता की निगरानी करने के लिए कीड़ों की उपस्थिति की निगरानी करने के लिए उदाहरण के लिए मिट्टी की स्थिति के संबंध में क्षेत्र की स्थितियों की निगरानी करने के लिए मिट्टी की नमी कितनी है फ़ील्ड जल स्तर कितना है खेत की उर्वरक सामग्री खेत की मिट्टी की पोषक स्थिति कितनी है तो ये सभी चीजें खाद्य उद्योग में IoT कार्यान्वयन की मदद से संभव हैं तो ये कुछ अलग अनुप्रयोग हैं जैसे कि आपके पास बड़ी संख्या में विभिन्न अनुप्रयोग हैं जो IoT कार्यान्वयन के लिए संभव हैं इसलिए अब मैं आपको कुछ उदाहरण देने जा रहा हूं पशुधन खलिहान सेंसर में विभिन्न जानवरों के स्वास्थ्य मापदंडों गायों भैंसों जैसे विभिन्न लाइव स्टॉक और भेड़ और बकरियों सहित विभिन्न अन्य लाइव स्टॉक की निगरानी करने में मदद मिल सकती है इसलिए सभी जीवन की निगरानी आईओटी सक्षम उपकरणों का उपयोग करके वास्तविक समय की निगरानी जारी रखती है IoT कार्यान्वयन की सहायता से स्वचालित फीडिंग चक्र स्थापित किए जा सकते हैं इन विभिन्न पशुधन के आहार नियंत्रण विभिन्न खेत जानवरों की मदद IoT कार्यान्वयन के साथ संभव है ब्रूडिंग बार्नस और हैचरी में स्वचालित तापमान नियंत्रण ये उपयुक्त आईओटी कार्यान्वयन की मदद से भी संभव है उपकरण पर IoT इनेबल जीपीएस ट्रैकिंग का आप उपयोग कर सकते हैं जब भी ये जानवर अपने सही स्थान पर घूम रहे हों उनकी स्थिति आदि को ट्रैक किया जा सकता है यह एक ऐसा उदाहरण है जैसे कि इस GPS का उपयोग खाद्य उद्योग में IoT में विभिन्न अन्य घटकों की गति गतिशीलता को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है ड्रोन असिस्टेड फील्ड मॉनिटरिंग काफी सामान्य है कृषि में ड्रोन असिस्टेड फील्ड मॉनिटरिंग एप्लिकेशन काफी सामान्य हैं और इन्हें लागू किया जा रहा है हम खुद लैब में अलग अलग चीजों की संख्या के लिए अलग अलग एग्रीकल्चर ड्रोन एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं इसलिए खाद्य उद्योग में IoT कार्यान्वयन इन विभिन्न मशीनों जैसे कि कृषि मशीनरी ट्रैक्टर आदि के रखरखाव के लिए सेंसर की व्यवस्था की जा सकती है ताकि उनकी स्थिति पर नजर रखी जा सके उनके प्रदर्शन की निगरानी की जा सके कि कोई मशीन नीचे जा रही है या नहीं भविष्य में इन उपकरणों के जीवनकाल का विस्तार करने वाली इन मशीनों के चेतावनी संकेतों स्मार्ट रखरखाव आदि का शीघ्र पता लगाना IoT कार्यान्वयन के माध्यम से खाद्य उद्योग में रखरखाव के संबंध में संभव है खाद्य उद्योग में IoT कार्यान्वयन भविष्य कहने वाला विश्लेषिकी के माध्यम से मार्जिन में सुधार कर सकता है शुरुआती चेतावनी संकेत दे सकता है अच्छी तरह से सूचित निर्णय ले सकता है और मुनाफे को अधिकतम कर सकता है उपभोक्ता के लिए अलग अलग पहल हैं स्मार्ट स्तर किराना निर्माता एसोसिएशन द्वारा एक पहल है जो उपभोक्ताओं को उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए QR कोड का उपयोग करता है इन उपभोक्ताओं को परिणामस्वरूप किसी विशेष खाद्य पदार्थ के घटक विवरण उस विशेष खाद्य पदार्थ की एलर्जी के जोखिम पोषण मूल्य और कई अन्य जानकारियां मिल सकती है उत्पाद के बारे में विवरण प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं उत्पाद जानकारी में पोषण सामग्री एलर्जी थर्ड पार्टी प्रमाणन सामाजिक अनुपालन कार्यक्रम उपयोग निर्देश सलाह और सुरक्षित हैंडलिंग निर्देश शामिल हैं कारखाने में IoT कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विभिन्न मशीनरी की सहायता कर सकता है अलग अलग श्रमिक जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में काम कर रहे हैं उन्हें ऑटोनोमस रूप से जुड़े रहने के लिए सहायता करता है यह कनेक्टिविटी खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता खाद्य प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और सुधार करने के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकती है और परिणामस्वरूप वे टीटीएम को बाजार में लाने के समय को कम करने में भी मदद कर सकते हैं तो IoT कार्यान्वयन खाद्य उत्पाद की अनुपालन और सुरक्षा में सुधार कर सकते हैं नियामक मानक का अनुपालन सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन और खाद्य उत्पादों को भी सुरक्षित रख सकते हैं ये सब खाद्य उद्योग में IoT कार्यान्वयन की मदद से संभव हैं खाद्य उद्योग में आईओटी कार्यान्वयन भी संवर्धित वास्तविकता सुरक्षा चश्मा और अन्य पहनने योग्य वस्तुओं के माध्यम से श्रमिकों को सशक्त बनाने में मदद कर सकता है जिससे बढ़ती है समग्र प्रक्रियाओं और उनकी प्रक्रियाओं की दक्षता श्रमिकों की दक्षता और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनरी की दक्षता शहर की फसल एक बुद्धिमान इनडोर गार्डन है जो फलों जड़ी बूटियों सब्जियों साग और खाद्य फूलों को विकसित करने के लिए बुद्धिमान इनडोर गार्डन प्रदान करता है उनके पास स्वचालित जलवायु नियंत्रण स्वचालित पशुधन निगरानी स्वचालित स्मार्ट सूचनाएं हैं जो संबंधित हितधारकों को भी भेजी जा सकती हैं प्लांट के डॉक्टरों को स्वचालित सूचनाएं भेजी जाएंगी डायजेनेटिक्स में यह उत्पाद है बायो रेंजर जो भोजन में माइक्रोबियल रोगों की उपस्थिति का पता लगाने में मदद कर सकता है बायो रेंजर एक छोटा हैंडहेल्ड डिवाइस है जो एंड्रॉइड ऐप से जुड़ता है और भोजन में तुरंत रोगजनकों का पता लगाता है एसकेसो एक ऐसी कंपनी है जिसके पास खाना पकाने का सामान है जो मूल रूप से स्मार्ट खाना पकाने के लिए है तो उनके पास यह वाई फाई कनेक्टेड स्मार्ट कुकिंग डिवाइस है जो स्मार्ट फोन ऐप के माध्यम से खाना पकाने की स्थिति की आसान निगरानी में मदद कर सकता है स्मार्ट खाना पकाने में मूल रूप से भोजन के पैकेट और एसकेसो डिवाइस को पानी के बर्तन में रखकर नुस्खा का चयन करके और स्मार्ट फोन ऐप के माध्यम से शुरू करके आप अपने भोजन को न्यूनतम भागीदारी के माध्यम से एक बेहतर तरीके से पकाया जा सकता है कुलिनरी विज्ञान उद्योगों में स्वाद मैट्रिक्स है जो मूल रूप से खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को अनोखे स्वादों के साथ संक्रमित करता है वे खाद्य सामग्री पर डेटा एकत्र करते हैं उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करते हैं और व्यंजनों के स्वाद को बढ़ाने और उपयोगकर्ता को विशिष्ट भोजन और ज्ञान प्रदान करने के लिए मशीन लर्निंग और डेटा विश्लेषण के विभिन्न कार्यान्वयन का उपयोग करते हैं इंटेलीकप है तो यह एनएफसी चिप्स मूल रूप से प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक कप से जोड़ने में मदद करता है तो कप उपयोग करने योग्य हैं और बायोडिग्रेडेबल सामग्री के साथ बनाया गया है तो स्मार्ट कप कैसे काम करता है इसलिए मूल रूप से व्यापारियों और ग्राहकों के लिए अलग अलग ऐप हैं ग्राहक ऐप का उपयोग करके इंटेलीकपस्कैन करके ई वॉलेट से जोड़ते हैं ऐप के माध्यम से कोड और इंटेलीहेड का उपयोग करके डिस्पेंसिंग यूनिट पर कप डॉकिंग का काम किया जाता है इसलिए ग्राहक उस पेय का आनंद लेते हैं जो अंततः इस स्मार्ट कप के माध्यम से उत्पादित होता है इसी तरह स्मार्ट इंडोर फार्मिंग के लिए स्मार्ट कॉफी ब्रूइंग द्वारा खाद्य उद्योग के लिए अलग अलग आईओटी समाधान हैं इसलिए ये उन समाधानों के बारे में अधिक विस्तार से बात करने वाले विभिन्न संदर्भों की एक सूची है जिनके बारे में मैंने संक्षेप में बात की है IoT समाधान जिनका उपयोग खाद्य उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में किया गया है इसलिए यदि आप इन समाधानों में से किसी के बारे में रुचि रखते हैं जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है तो आपको इन मतभेदों से गुजरने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है धन्यवाद